इसलिए इस विशेष मामले के लिए हम मान सकते हैं कि Cf गुणा ReL में 2 बराबर g1 xstar अल्पविराम ReL के बराबर है अब ध्यान दें कि यह केवल तभी होता है जब प्रांड्ल संख्या और श्मिट संख्या लगभग 1 के बराबर होती है इसलिए हम इसे Cf बटा 2 बराबर Nu बटा ReL के बराबर शेरवुड संख्या ReL के रूप में फिर से लिख सकते हैं और क्योंकि हम मानते हैं कि यह 1 हो सकता है हम इसे Nu के रूप में भी फिर से लिख सकते हैं श्मिट संख्या द्वारा केवल इसलिए कि हम मानते हैं कि प्रांड्ल और श्मिट लगभग 1 के बराबर हैं इसलिए प्रांड्ल और श्मिट का यह विशिष्ट मामला 1 के बराबर है इससे यह पता चलता है कि इन तीन सीमा परतों में विभिन्न चरित्रांकन संख्याओं के बीच क्या संबंध होना चाहिए तो यह संख्या एक बार फिर इन तीनों को एक साथ रखकर ऊष्मा परिवहन के लिए स्टैंटन नंबर कहा जाता है और इन तीनों को एक साथ रखा जाता है जिसे जन परिवहन के लिए स्टैंटन नंबर कहा जाता है यह स्टैंटन स्टा एन है इसलिए आप सभी प्रकार की आयाम सूची संख्याएँ देखना शुरू कर देंगे जिन्हें आप यहाँ प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे जब आपसे इन आयाम सूची संख्याओं के सभी भावों को याद रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है लेकिन क्या उपयोगी होगा यदि आप यह समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें से क्या है इनमें से प्रत्येक संख्या दर्शाती है उदाहरण के लिए नुसेल्ट संख्या इंटरफ़ेस में संवहन प्रतिरोध से संवहन प्रतिरोध द्वारा विभाजित द्रव के प्रवाहकत्त्व का प्रतिरोध है इसी तरह प्रांड्ल संख्या थर्मल डिफ्यूज़िविटी के लिए संवेग प्रसार का अनुपात है इसलिए यदि आप जानते हैं कि क्या यदि आप समझते हैं कि इन विभिन्न संख्याओं की विशेषता क्या है जो काफी अच्छी है तो हमें वास्तव में व्यवस्थित रूप से यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक आयाम के लिए अभिव्यक्ति क्या कम है मात्रा तो यह संबंध कि Cf बटा 2 घर्षण गुणांक ऊष्मा परिवहन के बराबर है स्टैंटन संख्या द्रव्यमान परिवहन स्टैंटन संख्या के बराबर है जिसे रेनॉल्ड्स सादृश्य कहा जाता है रेनॉल्ड्स सीमा परत सादृश्य या बस रेनॉल्ड्स सादृश्य कहा जाता है तो यह आमतौर पर विभिन्न प्रकार की गर्मी द्रव्यमान और गति परिवहन गणनाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत आसान है यदि आप जानते हैं कि आप गति सीमा परत गुणों को मापने में सक्षम हैं और आपके द्वारा किए गए घर्षण गुणांक को खोजने में सक्षम हैं आप स्टैंटन नंबर जानते हैं आप बड़े पैमाने पर परिवहन स्टैंटन नंबर जानते हैं और आपको केवल रेनॉल्ड्स और प्रांड्ल को जानने की जरूरत है आपका हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक और मास ट्रांसपोर्ट गुणांक मुफ्त में आता है क्योंकि रेनॉल्ड्स संख्या द्रव के गुणों और गुणों या प्लेट की लंबाई पर निर्भर करती है जिसे आप देख रहे हैं और प्रांड्ल नंबर और श्मिट संख्या अनिवार्य रूप से द्रव के गुणों पर निर्भर करती है यदि आप गुणों को जानते हैं और इन तीनों में से किसी एक को मापने में सक्षम हैं तो इन तीनों में से कोई भी अन्य दो मुफ्त में आता है तो यह गर्मी परिवहन गुणांक और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक की गणना के लिए एक शक्तिशाली विधि प्रदान करता है जिस क्षण आप जानते हैं कि नुसेल्ट संख्या क्या है और शेरवुड संख्या क्या है तो याद रखें कि ये दोनों गर्मी परिवहन गुणांक और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक के लिए विशेषता संख्याएं हैं इसलिए यदि आप नुसेल्ट नंबर जानते हैं यदि आप शेरवुड नंबर जानते हैं तो आपने किया आपने ऊष्मा परिवहन गुणांक पाया आपने द्रव्यमान परिवहन गुणांक पाया याद रखें कि हमने अभी तक समीकरणों को हल नहीं किया है हमने समीकरण को हल भी नहीं किया है इन तीनों समीकरणों को हल किए बिना यदि आप उनमें से किसी एक को जानते हैं यदि आप उन्हें प्रयोगात्मक रूप से मापने में भी सक्षम हैं तो मान लें कि हम समीकरणों को हल भी नहीं करते हैं हम प्रयोगात्मक रूप से इन तीन मात्राओं में से किसी एक को मापने में सक्षम हैं जो आप कर चुके हैं अन्य मुफ्त में आते हैं तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है वास्तव में यही इस सादृश्य की शक्ति है अब याद रखें कि यह रेनॉल्ड्स सादृश्य तभी मान्य है जब प्रांड्ल और श्मिट लगभग 1 के बराबर हैं तो सवाल यह है कि वास्तविक प्रणाली स्पष्ट रूप से यह मामला नहीं है प्रांड्ल और श्मिट स्पष्ट रूप से 1 नहीं हैं क्योंकि हम हमेशा तनु गैसों को नहीं देख रहे हैं हम अन्य प्रणालियों को भी देख रहे हैं तो इसके लिए अगला आवश्यक है जो हमें सीधे अगले विषय पर ले जाता है जो कि संशोधित रेनॉल्ड्स सादृश्य है या इसे चिल्टन कोलबर्न सादृश्य भी कहा जाता है जिसे चिल्टन कोलबर्न सादृश्य भी कहा जाता है जहां सादृश्य मानता है कि प्रांड्ल संख्या बराबर नहीं है श्मिट संख्या और स्पष्ट रूप से यह 1 के बराबर नहीं है इसलिए यह पता लगाने का कोई विश्लेषणात्मक तरीका नहीं है कि सीमा परत में तीन परिवहन तंत्रों के बीच समानता क्या है यदि यह मामला है जहां प्रांड्ल संख्या श्मिट के बराबर नहीं है संख्या लेकिन फिर कार्यात्मक रूप को देखते हुए आप कार्यात्मक रूप को देखते हैं और फिर कोई परिभाषित कर सकता है कि कोलबर्न कारक क्या कहलाता है तो कार्यात्मक रूप निर्णय लेने में मदद करता है और यह इसके लिए मान्य है इसलिए इसे चिल्टन कोलबर्न सादृश्य या संशोधित रेनॉल्ड्स सादृश्य कहा जाता है तो चिल्टन और कोलबर्न ने स्वतंत्र रूप से क्या किया उन्होंने रेनॉल्ड्स सादृश्य इस घर्षण गुणांक की कार्यात्मक निर्भरता और इन स्टैंटन संख्याओं को लिया और यह देखते हुए कि नुसेल्ट संख्या जी 1 के रूप में प्रांड्ल में n की शक्ति के लिए जाती है तो अब सवाल यह है कि n क्या है तो उन्होंने पाया और ये सभी प्रकार के प्रायोगिक अध्ययनों और सहसंबंधों द्वारा किए गए थे जहां वे देखते हैं कि n वास्तव में 2 बटा 3 के रूप में जाता है अब सिर्फ इतना ही नहीं हम यह भी खोजने जा रहे हैं यह समानता प्रांड्ल संख्या है जो स्टैंटन संख्या से 2 गुणा 3 गुणा करने पर आपको कोलबर्न कारक कहा जाता है तो इस जे को कहा जाता है इन्हें कोलबर्न कारक कहा जाता है इन दोनों को कोलबर्न कारक कहा जाता है इसलिए यदि आप घर्षण गुणांक जानते हैं तो आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि कोलबर्न कारक क्या हैं और एक बार फिर यदि आप कोलबर्न कारकों को जानते हैं तो आप कर चुके हैं तो यह एक वास्तविक प्रणाली के लिए है जिसमें प्रांड्ल और श्मिट संख्याओं के लिए वैधता की निश्चित सीमा होती है जिसमें अधिकांश सिस्टम शामिल होते हैं जिन्हें आप शायद वास्तविक परिदृश्य पर अनुभव करेंगे एक सेकंड हाँ आपका प्रश्न क्या है ठीक ठीक हम यह देखने जा रहे हैं कि हम जल्द ही यह देखने जा रहे हैं कि नुसेल्ट संख्या का कार्यात्मक रूप क्या है वहां आप देखेंगे कि यह वास्तव में 1 बटा 2 के रूप में स्केल करता है और कभी कभी यह वास्तव में 04 033 और 04 को मापता है हम इसे थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं अधिकतर अगले व्याख्यान में ठीक है हमने कहा कि लुईस संख्या लुईस संख्या श्मिट संख्या का अनुपात है जो डीएबी द्वारा प्रांड्ल संख्या नुयू से है धन्यवाद नुयू में अल्फा द्वारा ऊप्स अल्फा द्वारा नुयू ताकि अल्फा डीएबी द्वारा और ठीक हो तो अब हमने कहा कि नुसेल्ट संख्या को प्रांड्ल द्वारा n के घात से विभाजित किया जाता है जो कि शेरवुड बटा श्मिट संख्या से n के घात के बराबर होना चाहिए और जिसका कार्यात्मक रूप समान हो जिसका एक ही कार्यात्मक रूप है इसलिए अगर मैं यहां भावों को खोलता हूं तो नुसेल्ट संख्या एच गुणा एल गुणा केएफ है जो कि संबंधित चालकता से विभाजित प्लेट की लंबाई से गुणा की जाने वाली गर्मी परिवहन गुणांक है जो कि एचएम गुणा एल बटा डीएबी में पीआर बटा एससी के बराबर है एन अधिकार की शक्ति अब यहाँ से hm जो द्रव्यमान परिवहन गुणांक है जिसे ऊष्मा परिवहन गुणांक से विभाजित किया जाता है वह अनुपात अब DAB द्वारा kf गुणा लुईस संख्या और n की घात से दिया जाता है हम जानते हैं कि लुईस संख्या का अनुमान प्रांड्ल द्वारा किया जाता है और इसलिए यह आपको डीएबी बटा केएफ गुणा लुईस संख्या से n की शक्ति तक देता है तो एचएम द्वारा एच अब लुईस संख्या को डीएबी द्वारा अल्फा के रूप में परिभाषित किया गया है तो अब हम rho Cp DAB से अल्फा राइट से गुणा और भाग कर सकते हैं मैंने केवल इतना किया है कि मुझे rho Cp द्वारा kf मिला है तो अल्फा चालकता है जिसे rho Cp से विभाजित किया जाता है जो आपको तापीय विसरण प्रदान करता है इसलिए मैंने लुईस संख्या में n की शक्ति के लिए एक परिभाषा पेश की है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि लुईस नंबर अल्फा बाय डीएबी राइट है जो हमने वहां लिखा है तो वह n माइनस 1 या 1 माइनस n की घात के लिए rho Cp लुईस संख्या होगी n माइनस 1 तो फिर से सही कुछ भी गलत नहीं है 1 होना चाहिए rho Cp से माफ़ करना तो ऊष्मा परिवहन गुणांक और द्रव्यमान परिवहन गुणांक का अनुपात लुईस संख्या है और rho Cp द्वारा n माइनस 1 की शक्ति है जो एक महत्वपूर्ण अवलोकन है तो लुईस संख्या अल्फा बटा डीएबी है और आरओ सीपी ये द्रव के गुण हैं सादृश्य के कारण आप देखते हैं कि अनुपात अब स्थिर रहने वाला है यह केवल द्रव के गुणों का एक कार्य होने जा रहा है इतना ही नहीं मान लीजिए कि अगर मैं औसत जन परिवहन गुणांक और औसत ताप परिवहन गुणांक को देखता हूं तो एक फ्लैट प्लेट के लिए औसत जन परिवहन गुणांक की परिभाषा क्या है 1 से L समाकलन 0 से L hm dx को 1 से L h से dx में विभाजित किया जाता है अब हम इस व्यंजक का उपयोग स्थानीय ऊष्मा और द्रव्यमान परिवहन गुणांक के लिए कर सकते हैं तो हम इसे लुईस संख्या के रूप में n माइनस 1 की घात के रूप में rho Cp द्वारा इंटीग्रल 0 से L hdx hdx में फिर से लिख सकते हैं जो कि rho Cp दाएं से होगा तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है इतना ही नहीं स्थानीय द्रव्यमान और ऊष्मा अंतरण गुणांक का स्थानीय अनुपात केवल गुणों और स्थिरांक पर निर्भर करता है और यह औसत ऊष्मा परिवहन गुणांक और द्रव्यमान परिवहन गुणांक के अनुपात के बराबर भी होता है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है इसलिए यदि आप स्थानीय मात्राओं को जानते हैं तो आपको औसत मात्राओं के अनुपातों को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए अब यह हमने एक फ्लैट प्लेट केस के लिए दिखाया है आप वास्तव में अन्य ज्यामितीयों के लिए भी इसी तरह के भाव दिखा सकते हैं इसलिए यदि आप स्थानीय ऊष्मा द्रव्यमान और ऊष्मा परिवहन गुणांक का स्थानीय अनुपात जानते हैं तो आपको यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि औसत ऊष्मा परिवहन गुणांक और औसत द्रव्यमान परिवहन गुणांक का अनुपात क्या है इसलिए जब हमने इन औसत जन परिवहन और गर्मी परिवहन गुणांक को परिभाषित किया तो मैंने संक्षेप में इस तथ्य की ओर इशारा किया कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह ये औसत मात्रा है यद्यपि हम सभी स्थानीय ताप परिवहन और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आखिरकार आप अपने प्रयोगों में क्या उपयोग करेंगे जो कि आप में से कुछ पहले ही अपने लामिना के प्रवाह और अशांत प्रवाह प्रयोगों में कर चुके हैं और अन्य जो बाकी के माध्यम से ऐसा करते हैं आपके प्रयोगशाला पाठ्यक्रम में सेमेस्टर यह है कि आप वास्तव में जो उपयोग कर रहे हैं वह वास्तव में औसत ताप परिवहन और जन परिवहन गुणांक है औसत का उपयोग करने का कारण यह है कि आप क्या माप सकते हैं मान लीजिए यदि आपके पास एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है तो उनके पास संकेंद्रित पाइप हैं अंदर के पाइप से तरल पदार्थ बह रहा है और दो पाइपों के बीच तरल पदार्थ बह रहा है और गर्मी है उनके बीच विनिमय तो आप वास्तव में उस द्रव के तापमान को क्या मापेंगे जो इन दोनों धाराओं में प्रवेश करता है और इन दोनों धाराओं के लिए आउटलेट है आप वास्तव में हर स्थानीय बिंदु पर तापमान को माप नहीं सकते तो वास्तविक व्यावहारिक महत्व क्या है ये औसत मात्राएं हैं तो अंतत जो हम बार बार देखेंगे वह यह है कि औसत जन परिवहन गुणांक और औसत ताप परिवहन गुणांक कैसे ज्ञात किया जाए लेकिन हमने कहा कि स्थानीय ताप परिवहन गुणांक के लिए आपको नुसेल्ट संख्या ज्ञात करनी होगी और यदि आप स्थानीय जन परिवहन गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको शेरवुड संख्या ज्ञात करनी होगी इसलिए हमें इन औसत मात्राओं के आधार पर नसेल्ट संख्या और शेरवुड संख्या को परिभाषित करना होगा इसलिए यदि आप औसत ताप परिवहन गुणांक खोजना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि औसत नुसेल्ट संख्या क्या है और यह hbar L द्वारा kf द्वारा दी गई है और इसी तरह आपको औसत शेरवुड संख्या की आवश्यकता होगी जो कि औसत जन परिवहन गुणांक को गुणा करके विभाजित किया जाता है L को संगत विसरण से विभाजित किया जाता है तो वही आपको खोजना होगा इसलिए अगले कई व्याख्यानों में हम जिन विभिन्न ज्यामितियों पर चर्चा करेंगे उनके लिए अंतिम लक्ष्य इस औसत नुसेल्ट संख्या और औसत शेरवुड संख्या का पता लगाना है इसलिए इसके साथ हम बुनियादी सीमा परत सन्निकटन और उपमाओं को समाप्त करते हैं और हम विशिष्ट विभिन्न ज्यामिति में आगे बढ़ने जा रहे हैं और यहीं पर हम इनमें से कुछ मॉडल समीकरणों को हल करने का प्रयास करने जा रहे हैं याद रखें कि अब तक हमने उनमें से किसी को भी हल नहीं किया है हमने केवल कार्यात्मक रूप समीकरणों की संरचना और कुछ अंतर्ज्ञान को देखा है जिसका उपयोग हमने सन्निकटन की सीमा परत के लिए किया था जिसके आधार पर हम सभी प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हैं और सीमा परत में आवर्ती प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी